व्याख्यान 51 एक चुंबकीय क्षेत्र में संग्रहीत ऊर्जा II हल किए गए उदाहरण हमने सीखा है कि चुंबकीय क्षेत्र B में ऊर्जा का घनत्व 1 द्वारा विभाजित 2 म्यू 0 B वर्ग के बराबर है आइए अब कुछ उदाहरणों को देखने के लिए इसका उपयोग करते हैं तो उदाहरण के लिए मैं एक लंबी सॉलोनॉइड लूंगा जिसमें प्रति इकाई लंबाई n घुमाव हैं इसलिए यह विद्युत धारा I को ले जा रहा है और इसमें प्रति इकाई लंबाई n घुमाव हैं और यह विद्युत धारा I को आगे ले जा रहा है ताकि यहां चुंबकीय क्षेत्र b स्थापित हो तब ऊर्जा 1 द्वारा विभाजित 2 म्यू 0 b वर्ग है यह ऊर्जा घनत्व b है जो एक सोलनॉइड में है मुझे पता है कि यह क्या होने जा रहा है 1 द्वारा विभाजित 2 म्यू 0 b यह म्यू 0 और I वर्ग हैइसलिए ऊर्जा घनत्व म्यू 0 n वर्ग I वर्ग 2 से विभाजित है Energy density120B21200nI20n2I22 आइए देखते हैं अगर इसका कोई अर्थ निकलता है प्रति इकाई लंबाई संग्रहीत ऊर्जा तो इसे अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल माना जाता है आइए इसे a गुणा इकाई लंबाई कहते हैं इसलिए यह आयतन होगा तो प्रति इकाई लंबाई में संग्रहीत ऊर्जा अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल a म्यू 0 n वर्ग I वर्ग 2 से विभाजित होने जा रही है और इसे बराबर होना चाहिए तो प्रति इकाई लंबाई में संग्रहित ऊर्जा म्यू 0 n वर्ग I वर्ग 2 से विभाजित गुणा a है इसे एक आधा L I वर्ग के बराबर होना चाहिए और यह देता है l बराबर म्यू 0 n वर्ग के यह प्रति इकाई लंबाई प्रेरकत्व है a0n2I2212LI2 or La0n2 यह प्रति इकाई लंबाई में एक सोलनॉइड के लिए समझ में आता है कि प्रेरकत्व फ़ाई कुल फ्लक्स है जो इन सभी n घुमाव के माध्यम से गुजर रहा है I द्वारा विभाजित है जो n गुणा क्षेत्रफल के बराबर होने जा रहा है हालांकि ये n घुमाव के लिए क्षेत्रफल है n म्यू 0 I द्वारा विभाजित I जो कि एक म्यू 0 n वर्ग है इसलिए ये दो मेल खाते हैं InductanceIna n 0IIa0n2 तो यह एक उदाहरण है जहां हमने देखा है कि किस तरह ऊर्जा घनत्व b द्वारा गणना की गई ऊर्जा उसी तरह है जैसे यह प्रेरकत्व विधि के माध्यम से प्रेरकत्व के साथ मेल खाती है आपको आश्चर्यचकित नहीं होना चाहिए क्योंकि आखिरकार हमने उस सूत्र को एक प्रेरकत्व सूत्र से शुरू किया अगला उदाहरण मैं एक खोल में संलग्न एक विद्युत धारा ले जाने वाली तार लूंगा जिसके माध्यम से विद्युत धारा वापस आती है गणितीय कठिनाइयों से खुद को बचाने के लिए अभी मैं इस तार को ऐसे लेता हूं कि इसकी त्रिज्या a हो और इतना खोखला हो कि तार की पृष्ठ पर ही धारा प्रवाहित हो तो धारा पृष्ठ पर बह रही है अंदर कुछ भी नहीं है इसलिए यह त्रिज्या a है और बाहरी त्रिज्या को b मान लेते हैं एम्पीयर के नियम Ampere's law द्वारा इस तार में b म्यू 0 द्वारा विभाजित 2 पाई r गुणा I होने जा रहा है और यह b यदि धारा ऊपर जा रही है तो b क्षेत्र इस तरह गोलाकार है इसलिए चूंकि अंदर b 0 है अंदर b 0 है यह खोखला है संग्रहीत ऊर्जा केवल इस क्षेत्र में है तो संग्रहित ऊर्जा ऊर्जा घनत्व 1 द्वारा विभाजित 2 म्यू 0 गुना b वर्गित म्यू 0 वर्ग I वर्ग 4 पाई वर्ग r है जो कि म्यू 0 द्वारा विभाजित 8 पाई वर्ग r वर्ग I वर्ग के बराबर है B0I2πr Energy density12002I242r20I282r2 अगर मैं गणना करना चाहता हूं कि ऊर्जा प्रति इकाई लंबाई में संग्रहित है तो प्रति इकाई लंबाई में ऊर्जा संग्रहीत की जाती है यह म्यू 0 के बराबर होगी एक नियतांक है I वर्ग द्वारा विभाजित 8 पाई वर्ग समाकलन a से b 2 पाई r dr से विभाजित r वर्ग है और यह म्यू 0 I वर्ग से विभाजित 4 पाई ln b भाग a होता है Energy storedlength 0I282ab2πrdrr20I24πlnba यह परिभाषा के अनुसार 1 आधा l I वर्ग के बराबर होना चाहिए आधा l I वर्ग I बराबर है म्यू 0 I वर्ग से विभाजित 4 पाई b भाग a का लॉग I वर्ग रद्द हो जाता है और मुझे मिलता है l बराबर म्यू 0 से विभाजित 2 पाई b भाग a का लॉग 12LI20I24πlnbaL02πlnba आइए हम देखें कि क्या इसका कोई मतलब है यह इस तार जिसमे विद्युत् धारा I प्रवाहित हो रही है और बाहर यह वापस आ रहा है प्रति इकाई लंबाई फ्लक्स जो इस क्षेत्र में होगा जिसे मैं इस छायांकित क्षेत्र द्वारा दिखा रहा हूं और यह b r गुणा प्रति इकाई लंबाई dr dr यह इकाई लंबाई है इस तरह से यह फ्लक्स होगा जो a से b तक जाएगा जो म्यू 0 से विभाजित 2 पाई b भाग a का लॉग गुणा I है यह LI के बराबर होना चाहिए और इसलिए यह मुझे L म्यू 0 से विभाजित 2 पाई b भाग a का लॉग के बराबर देता है ये दोनों मेल खाते हैं आप सोच रहे होंगे कि मैं प्रेरकत्व से मिली ऊर्जा से इस ऊर्जा की गणना कैसे कर रहा हूं और फिर उनका मिलान करने की कोशिश कर रहा हूं अगले उदाहरण में हम उसी का महत्व बताते हैं abBdr02πIabdrr02πln ba ILI L02πlnba अगले उदाहरण में मैं लेता हूं जिसे वितरित करंट के रूप में जाना जाता है और हम इसमें क्या करेंगे कि हम एक तार लेंगे जो ठोस है और यह करंट I ले जा रही है और करंट बाहरी आवरण के माध्यम से वापस आता है जो बिल्कुल तार की ही त्रिज्या से मेल खा रहा है इसलिए इस बाहरी आवरण के माध्यम से कि करंट वापस आता है आइए इस तार के अंदर चुंबकीय क्षेत्र और इस में संग्रहित ऊर्जा की गणना करें यह मानते हुए कि करंट को पूरे तार पर समान रूप से वितरित किया गया है मान लें इसकी त्रिज्या a है उसके बाद एम्पीयर के नियम Ampere's law से अगर मैं उस तार की धुरी से दूरी r पर चुंबकीय क्षेत्र की गणना करूँगा तो हमें मिलेगा b गुणा 2 पाई r म्यू 0 कुल करंट I वह है जो पाई a वर्ग पर वितरित है और इसलिए परिबद्ध करंट I से विभाजित 2 पाई वर्ग गुना पाई r वर्ग पर होगा आइए हम इस पाई को रद्द करते हैं और इसलिए मुझे b म्यू 0 से विभाजित 2 पाई a वर्ग गुना r तो तार के अंदर का क्षेत्र रैखिक रूप से a की ओर बढ़ रहा है और फिर यह 0 हो जाता है क्योंकि बाहर कुल परिबद्ध करंट 0 है और इसलिए संग्रहित ऊर्जा ऊर्जा प्रति इकाई आयतन 1 से विभाजित 2 म्यू 0 गुना म्यू 0 वर्ग r वर्ग से विभाजित 4 पाई a वर्ग a ऊपर 4 के बराबर होने वाली है जो कि म्यू 0 से विभाजित 8 पाई वर्ग a ऊपर 4 r वर्ग के बराबर है B2πr0Ia2r2 B02πa2r Energyvolume12002r242a4082a4r2 आइए अब हम प्रति इकाई लंबाई में संग्रहीत ऊर्जा की गणना करते हैं और जो कि म्यू 0 से विभाजित 8 पाई वर्ग a ऊपर 4 r वर्ग गुणा 2 पाई r v r r r पर समाकलित r 0 से त्रिज्या a तक जाता है Energy storedlength0a082a4r22πrdr आइए हम इसकी गणना करते हैं और यह निकलती है समाकलन 0 से a म्यू 0 से विभाजित 8 पाई वर्ग a ऊपर 4 गुणा 2 पाई वहाँ r 2 पाई r r r वर्ग 2 पाई r के बराबर है r जो इसके बराबर है यह 2 pi यहाँ रद्द होता है और मुझे 4 पाई देता है तो यह म्यू 0 से विभाजित 4 पाई a ऊपर 4 4 से विभाजित जो म्यू 0 a ऊपर 4 है जो 16 पाई से फिर कैंसिल होता है मैं एक I वर्ग I वर्ग को भूल गया हूं और यह 1 आधा l के बराबर होना चाहिए मैंने इन्हें एक साथ वर्ग किया है तो मुझे देता है कि l प्रति इकाई लंबाई म्यू 0 से विभाजित 8 के बराबर होगा क्या होगा यदि मैंने फ्लक्स फॉर्मूला के माध्यम से L की गणना की है अर्थात् मैं r द्वारा विभाजित कुल फ्लक्स की गणना करता हूं W0a0r2I282a42πrdr016πI2 016πI212LI2 or L08πlength आइए देखते हैं कि हमें क्या उत्तर मिलता है तो उस मामले में मैं जो उत्तर प्राप्त करने जा रहा हूं इस तार को लें जिसमें चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं हैं और b की आपने पहले ही गणना कर ली है जो म्यू 0 से विभाजित 2 पाई a वर्ग I गुणा r के बराबर है इसलिए अगर मैं प्रति इकाई लंबाई फ्लक्स की गणना करना चाहता हूं तो मैं मोटाई dr के इस क्षेत्र को लूँगा और फ्लक्स की गणना करने जा रहा हूं जो b I से विभाजित 2 पाई a वर्ग r गुणा b r 0 होगा जो मुझे b I से विभाजित 4 पाई a वर्ग गुणा a वर्ग a वर्ग रद्द कर देता है और मुझे खेद है कि यह b नहीं है म्यू 0 है यह म्यू 0 है तो यह मुझे म्यू 0 से विभाजित 4 पाई I प्रदान करता है और अगर मैं इसे बराबर करता हूं तो मुझे l म्यू 0 से विभाजित 4 पाई के बराबर मिलता है जिसका उत्तर सही है पहले का उत्तर म्यू 0 से विभाजित 8 पाई है इस बार म्यू 0 से विभाजित 4 पाई है तो ऐसे मामलों में जहां करंट का वितरण होता है आपको ऊर्जा विधि के माध्यम से या फ्लक्स के माध्यम से दो अलग अलग उत्तर मिलेंगे I यह वास्तव में उत्तर सही नहीं है क्योंकि इस मामले में क्या हो रहा है कि करंट वितरित किया जाता है और इसलिए फ्लक्स कई अलग अलग धाराओं के कारण होता है और फ्लक्स लिंकेज विधि नामक विधि का उपयोग करना पड़ता है जिसमें आप प्रत्येक छोटी धारा के कारण फ्लक्स लेते हैं जिसे I से गुणा करते हैं और फिर उत्तर प्राप्त करते हैं लेकिन ऊर्जा पद्धति की तुलना में उपयोग करने के लिए अधिक सुरक्षित है जहां किसी भी बिंदु पर b सभी धाराओं को दिया जाता है और आपको जो उत्तर मिलता है वह सही है